वाटर पम्पिंग का एक अन्य अनुप्रयोग ऊर्जा भंडारण में है सप्ताह 5 में याद करें कि हमने ऊर्जा भंडारण के अन्य रूपों पर चर्चा की थी जहां हाइड्रो पंप इसमें से एक था यहां आप निचले स्तर से उच्च स्तर तक पानी उठाते हैं और ऊर्जा को पोटेंशियल ऊर्जा के रूप में संग्रहीत करते हैं पानी की ऊपर उठाई गयी पोटेंशियल ऊर्जा और आपको इसकी आवश्यकता जब होती है तो आप उस पोटेंशियल ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करेंगे इन इम्पेलर्स को घुमाएंगे और फिर मोटर के शाफ्ट को घुमाएंगे मोटर अब एक जनरेटर की तरह कार्य करेगा जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में स्थानांतरित करेगा तो इस तरह हम विद्युत ऊर्जा को बाहर निकालेंगे जिसका उपयोग लोड को पावर देने में किया जा सकता है तो ऐसा करने के लिए हम इस तरह से एक पाइप रखते हैं इसे एक पेनस्टॉक कहा जाता है और इसके अंत में एक जेट होता है इस वाल्व को नियंत्रित करके आप यहां जेट को नियंत्रित कर सकते हैं जो इम्पेलर्स को घुमाएगा और इसी तरह यांत्रिक शक्ति प्राप्त मिलेगी जो विद्युत में परिवर्तित हो जाएगी जब यह मशीन एक जनरेटर की तरह काम करेगी इस प्रणाली में पंप वाला भाग और हाइड्रा हाइडल भाग दोनों एक ही मशीन मशीन पंप कॉन्फ़िगरेशन का उपयोग करते हैं जब यह पंप हो रहा है तो यह एक मोटर है और यह एक पंप होगा हम एक सेन्ट्रीफ्यूगल पंप कहते है और जब आप विद्युत ऊर्जा उत्पादन कर रहे हैं तो यह एक टरबाइन बन जाएगा और यह एक जनरेटर बन जाएगा तो यहाँ यदि आप एक डीसी मोटर का उपयोग कर रहे हैं तो आपको एक डीसी आउटपुट मिलेगा वैकल्पिक रूप से यदि आप विभिन्न पॉवर स्तरों पर एक एसी आउटपुट प्राप्त करना चाहते हैं तो पंपिंग पावर एक रेटिंग पर हो सकती है जिस पॉवर पर आप पॉवर निकालेंगे ऊर्जा को पुनः प्राप्त करना उच्च पॉवर पर हो सकता है तो इस तरह खुला हुआ सिस्टम कुछ इस तरह होगा तो आपके पास इस तरह से डीसी मोटर और एक सेन्ट्रीफ्यूगल पंप का उपयोग करके पीवी पेनल पम्पिंग है जो पानी को निचले स्तर से लेकर एक ओवर हेड टैंक जिसे हम संग्राहक कह सकते हैं तक पंप करता है और फिर इस ओवर हेड टैंक से मैं एक पेनस्टॉक का उपयोग करता हूं और फिर एक अन्य टरबाइन को चलाने के लिए इसका उपयोग करता हूं और टरबाइन का शाफ्ट एक जनरेटर से जुड़ा होता है और जनरेटर का आउटपुट डीसी आउटपुट हो सकता है या यह एक 3 फेज एसी आउटपुट हो सकता है जो इस पर निर्भर करता है की आप डीसी जनरेटर या एक एसी जनरेटर चाहते हैं तो इसके साथ एक और फायदा यह है कि आप पानी को कम पॉवर में पंप कर सकते हैं आप इसे पूरे दिन में फैला सकते हैं पानी पूरे दिन में जमा किया जा सकता है ताकि पावर हाइड्रोलिक पावर की जरूरत कम होगी और फिर आपको रात के समय में विद्युत उत्पादन की आवश्यकता हो सकती है हम छोटी अवधि लेते है हम कहते हैं कि आप 4 घंटे में पंप करते हैं और फिर आप इस विद्युत ऊर्जा का उपयोग करना चाहेंगे जो 1 घंटे में संग्रहीत होती है तो यह रेटिंग उच्चतर हो सकती है इस की पॉवर रेटिंग अधिक हो सकती है और आप शायद आउटपुट AC ले सकते हैं आप DC मोटर का उपयोग करके पंप करेंगे और फिर आप AC जनरेटर और अल्टरनेटर का उपयोग करके AC के रूप में पावर निकालेंगे और यह AC सीधे कई लोडिंग को पॉवर देने में उपयोग किया जा सकता है इसलिए यदि आप इसे अलग कर देते हैं तो आप देखेंगे कि यह बहुत अधिक लाभप्रद है लेकिन केवल एक चीज यह है कि आपको एक अतिरिक्त टरबाइन और एक जनरेटर के लिए भुगतान करना होगा तो यह भी एक और परिदृश्य है हमने इस भाग की लंबाई के बारे में चर्चा की है निचले स्तर से उच्च स्तर तक पानी पंप करने की हमने इस भाग के लिए हाइड्रोलिक ऊर्जा की गणना कैसे की जाए इसके बारे में चर्चा की है अब हाइड्रो पंप के इस विशेष अनुप्रयोग के लिए दाईं ओर का हिस्सा जो छायांकित है उसे हायड्रल सिस्टम कहा जाता है और पावर रेटिंग के आधार पर इसे हायड्रल एक मिनी हायड्रल माइक्रो हायड्रल या पिको हायड्रल कहा जा सकता है पिको हायड्रल के लिए रेटिंग्स 5 किलो वाट ऑर्डर की होती है 50 किलो वाट के ऑर्डर को माइक्रो हायड्रल कहते है इसलिए मुझे एक छोटे से घरों और सामुदायिक उपयोग के लिए एक साधारण पिको हायड्रल सिस्टम पर चर्चा करने दें और हम केवल महत्वपूर्ण समीकरणों को संक्षेप में देखते है एक रिजर्वायर reservoir जलाशय और रिजर्वायर से एक पेनस्टॉक पर विचार करें और पेनस्टॉक के अंत में एक जेट है और पानी का जेट इम्पेलर के ब्लेड पर पानी थोप रहा है और यह टरबाइन के रूप में कार्य करता है जो इस पानी की गतिज ऊर्जा को जेट पर यांत्रिक शाफ्ट ऊर्जा में परिवर्तित करता है हम यहां इस ऊंचाई को जानते हैं अब मैं एक प्रतीक बड़ा H लेता हूँ क्योंकि छोटा h हमने पानी पंपिंग के मामले में कुल डायनामिक हेड के लिए उपयोग किया है इसलिए यह ऊर्जा वापस प्राप्त करने के लिए है मैं इस बड़े H का उपयोग इस बिंदु पर यहां जेट पर करूँगा हम कहेंगे कि Q डॉट प्रवाह दर या डिस्चार्ज दर है हम हाइड्रोलिक ऊर्जा Eh को जानते हैं जो ρQgh है और हम हाइड्रोलिक पावर ρ Q डॉट gH को भी जानते हैं केवल अंतर ध्यान दें कि ऊंचाई अलग है यह जेट के इस अक्ष के केंद्र तक की ऊंचाई है इस टरबाइन पर विचार करें यह पेल्टन व्हील और जहां पेन्स्टॉक के अंत में जेट पेल्टन व्हील पर पानी थोप रहा है और गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा है और यह Q डॉट है प्रवाह दर हाइड्रोलिक पावर ρ Qडॉट gH ρ पहले की तरह 1000 kgm3 है g 981 ms2 है और हमारे पास इस बिंदु पर हाइड्रोलिक पावर है और हम इसे लगभग 10 Q डॉट H किलो वाट ले सकते हैं फ्लो दर m3s में और यदि आप लीटर s में प्रवाह दर लेते हैं तो यह 10 Q डॉट H वॉट्स बन जाएगा जहां प्रवाह दर प्रति सेकंड लीटर है तो ये सभी h के मान को छोड़कर सभी समान रहते हैं इसलिए एक उदाहरण के रूप में 100 मीटर हेड 5 लीटरs प्रवाह में इस बिंदु पर 5000 W या 5 किलो वाट की हाइड्रोलिक पावर है अब मुझे परिभाषित करने दीजिए कि यह जेट पर द्रव वेग है जेट वेग uj अब टरबाइन वेग ut है ωt टरबाइन की कोणीय गति यह टेनजेनशिअल वेग है अब Ft टरबाइन पर बल टेनजेनशिअल बल 2ρ Q डॉट द्वारा दिया गया है uj जेट वेग है ut टरबाइन टेनजेनशिअल वेग है uj ut की इकाई m sec है Q डॉट की इकाई m3sec और ρ की इकाई kgm3 की इकाई है इसलिए आपके पास समग्र इकाई के रूप में कुल kg ms2 है इसलिए msec2 में त्वरण की इकाई होती है और आप के पास kg है द्रव्यमान त्वरण तो यह इकाई बल की इकाई है तो यह व्युत्पन्न किया जा सकता है तो टेनजेनशिअल बल इतना है हम यह भी जानते हैं कि हाइड्रोलिक ऊर्जा ρQgHa होती है मैं कहूंगा कि Ha जेट के केंद्र से रिजर्वायर के आउटलेट के केंद्र तक वास्तविक भौतिक ऊंचाई का माप है तो इस पोटेंशियल ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में 12 ρQuj2 के रूप में परिवर्तित किया जाता है यह 12 mv2 के रूप का है ρQ मास uj2 जेट का वेग है अब ρQ और ρQ मैं हटा सकता हूं इसलिए आपके पास 2gHa बराबर uj2 होगा तो अब इस द्रव वेग पर मैं क्रॉस जेट क्रॉस सेक्शन क्षेत्र को जानता हूं जो मान लीजिये aj है और aj x uj Q डॉट होगा तो मेरे ये तीन संबंध हैं इन तीनसंबंधो से मान लें कि एक Q डॉट को uj के संदर्भ में व्यक्त किया जा सकता है uj स्वयं को 2gHa के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तो जब आप Q डॉट और uj को बदलते है तो आपके पास Ft केवल ut का एक फंक्शन होगा ut ही एकमात्र चर है बाकि सब कुछ टेनजेनशिअल वेग है तो आप कहते हैं पॉवर यांत्रिक पावर दक्षता गुना जेट पावर है जो यहां हाइड्रोलिक पावर है जो दक्षता गुना Ft x ut है Ft x ut जेट पावर है अब यह इसलिए है क्योंकि यह संपूर्ण Ft स्वयं ut का एक फ़ंक्शन है x ut इसलिए आपके पास ut2 टर्म और एक ut टर्म होगा इसलिए मैं इसे सामान्य रूप से Pmα1ut βut2 के रूप में रखूंगा तो Ft यहाँ Q डॉट और uj प्रतिस्थापित करें इसे आप यहाँ प्रतिस्थापित करते हैं आपको यांत्रिक पावर ut के टर्म में प्राप्त होगी जो कि टेनजेनशिअल जेट वेग है अब ut स्वयं को कोणीय वेग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तो मेरे पास r त्रिज्या है इसलिए ut ωt×r के है जो आपके इम्पेलर की त्रिज्या है अब Pm को α ωt β ωt2 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है अब यह पावर समीकरण होगा शाफ्ट पर उपलब्ध यांत्रिक पावर α और β दिए गए हैं यह है यह हो सकता है जैसा मैंने कहा था आप स्थानापन्न करते हैं आपको यह संबंध मिलेगा अब उस पावर समीकरण का उपयोग करते हुए यांत्रिक शाफ्ट पावर Pm जो α ωt β ωt2 के बराबर है देखें कि टार्क और पावर संबंधित हैं टार्क ω पावर है तो इसलिए टार्क शाफ्ट टार्क पावर को ωt कोणीय वेग जो α βωt के बराबर है से विभाजित करके प्राप्त किया जा सकता है इसलिए यह गिर रहा है यह रैखिक और गिरने वाला ढलान है अब जब t 0 है जब शाफ्ट टार्क 0 है तो आप देखेंगे कि ωt αβ है अब यह सम्बंदित होना चाहिए देखिये कि यदि आप इसे 50 हर्ट्ज बनाने के लिए उपयोग कर रहे हैं और 50 हर्ट्ज बना रहे हैं 50 हर्ट्ज सिंक्रोनस आवृत्ति है तो वह सिंक्रोनस आवृत्ति के दुगुने के अनुरूप होना चाहिए मैं आपको बताऊंगा की क्यों इसलिए आपको गियर अनुपात की आवश्यकता है ताकि दो बार सिंक्रोनस आवृत्ति और αβ अनुरूप हो और आउटपुट पर गियर बॉक्स के बाद यह Tt गियर अनुपात होगा अब हम प्लॉट करें और देखें कि मेरा क्या मतलब है यह रेखा लाल रेखा टार्क रेखा है इस पर विचार करें आप यहां α β ωt देखेंगे तो एक ω ωt के बराबर है जो की 0 है आपके पास टॉर्क का कुछ मान होगा और टॉर्क का मानतब तक बढ़ता रहता है जब तक कि यह किसी बिंदु पर 0 नहीं हो जाता जब t αβ के बराबर है अब यहाँ पावर एक वर्ग टर्म है यह परवलयिक है इसलिए आपको एक परवलयिक चीज़ मिलती है जहाँ अधिकतम पावर यहाँ है इसलिए जब आपके पास वहां अधिकतम पावर है तो मैं अपने ωs को पसंद करूंगा जब मैं इसे जनरेटर के रूप में उपयोग कर रहा हूं मेरे AC मोटर अल्टरनेटर या इंडक्शन जनरेटर में ωs के अनुरूप आवृत्ति होनी चाहिए जो मेरे 50 हर्ट्ज घटक के अनुरूप यहाँ है फिर यह 2ωs के अनुरूप होना चाहिए तो यही कारण है कि हमने αβ के अनुरूप 2ωs का उपयोग किया है जब टार्क 0 है तो यह है कि इस गियर अनुपात की गणना कैसे की जाती है तो इस बिंदु पर शाफ्ट टार्क जो 0 हो जाता है इस समीकरण से αβ है लेकिन हम चाहते हैं कि मान अल्टरनेटर की आवृत्ति से 2ωs का हो जो अंत में उपयोगकर्ता लोडको दिया जाना चाहिए तो इसका उपयोग करके हमें यह स्पष्ट संबंध 2ωs αβ मिलता है और आपका ऑपरेटिंग पॉइंट यहां कहीं पास होता है जहां आप अधिकतम पावर प्राप्त कर सकते हैं तो एक सामान्य हाइडल प्रणाली में एक टरबाइन एक गियर बॉक्सजेन सेट और सिंक शामिल हैं सिंक लोड होगा किसी भी प्रकार का लोड तो यह भाग गियर बॉक्स के साथ टरबाइन टरबाइन भाग है जनरेटर जेन सेट एक डीसी जनरेटर या एसी जनरेटर हो सकता है एसी मामले में एक प्रेरण जनरेटर या अल्टरनेटर हो सकता है तो आपके पास सिंक्रोनस और असिंक्रोनस हो सकता है लोड के रूप में सिंक या आप मुख्य ग्रिड में भी वापस पंप कर सकते हैं तो ये विभिन्न अनुप्रयोग हैं जो वहां हैं आइए हम एक बहुत ही आम लोकप्रिय हाइड्रो तंत्र देखें जहां एक सिंक के साथ टरबाइन को इंटरफेस करने के लिए इंडक्शन जनरेटर का उपयोग किया गया है सिंक मुख्य ग्रिड या मानक लोड अकेले हो सकता है तो आम तौर पर क्या किया जाता है इसलिए आपके पास एक प्रेरण जनरेटर है यह Δ वाइंडिंग है यह न्यूट्रल है और यह रेखा है वायरिंग को इस तरह से किया जाता है प्रत्येक फेज से इसे इस RCD पर लाया जाता है रेजिडेंशियल करंट डिवाइस के बाद आपके पास MCB सर्किट ब्रेकर स्विच और कैपेसिटर के साथ इस तरह लगा होता है C से C उसी तरह से जुड़ा हुआ है और सुनिश्चित करें कि यह C से C है यह एक खुले Δ का निर्माण करेगा आपको 3 कैपेसिटर की आवश्यकता नहीं है बस 2 कैपेसिटेंस का उपयोग करें यह ओपन Δ कॉन्फ़िगरेशन है यह पूर्ण Δ कॉन्फ़िगरेशन की तुलना में थोड़ी कम पॉएर देने में सक्षम होगा लेकिन यह बहुत कम महंगा है फिर मैं इस कैपेसिटेंस C पर एक सिंगल फेज लाइन खींचता हूँ जो IGC को जाती है IGC और कुछ नहीं एक इंडक्शन जनरेटर कंट्रोलर है यह मूल रूप से कुछ ऐसा है जो इसे देखेगा कि जो लोड यहां प्रस्तुत किया गया है वह कम या ज्यादा स्थिर है इसलिए यह किया जाता है कि यह बेलास्ट और वास्तव लोड के बीच स्विच करता रहेगा तो वहा बेलास्ट होगी और फिर वास्तविक यूजर लोड होगा तो इससे यह देखा जाएगा कि यदि यह लोड घटता है वास्तविक उपयोगकर्ता लोड घटता है यह बेलास्ट लोड को बढ़ाएगा जिससे कि यहां प्रस्तुत लोड हमेशा एक जैसा हो यदि कोई भार नहीं है तो पूर्ण बेलास्ट लोड को यहां लागू किया जाता है और फिर उसी मात्रा में पॉवर खिंचा जाता है और जब यह पूरा लोड होता है तो यह बेलास्ट लोड काट दिया जाता है और अभी भी इसी लोड को इस टर्मिनलों को प्रस्तुत किया जाएगा कारण यह प्रेरण जनरेटर है कि आवृत्ति लोड में भिन्नता के साथ व्यापक रूप से घूमती है तो इसलिए यह हमेशा सुनिश्चित किया जाता है कि लगभग निरंतर लोड टर्मिनल को यहां प्रस्तुत किया जाये ताकि प्रेरण जनरेटर की आवृत्ति में बदलाव न हो तो यह IGC का कार्य है यह इंडक्शन जनरेटर कंट्रोलर है यह मूल रूप से यह देखने की कोशिश करता है कि बेलास्ट लोड और वास्तव में लोड के बीच यह उचित रूप से स्विच हो रहा है और जनरेटर सिस्टम के टर्मिनलों में लगभग निरंतर लोड प्रस्तुत हो रहा है तो इस तरह हाइडल माइक्रो या पिको हाइडल सिस्टम काम करता है और यह बहुत ही सरल कॉन्फ़िगरेशन है पंप किए गए हाइड्रो का विचार जहां पानी पंपिंग पंप हाइड्रो एप्लीकेशन का एक आधा हिस्सा है जहां पीवी को किसी रिजर्वायर के लिए कोई विशेष दर पर पानी पंपिंग के लिए उपयोग किया जाता है और एप्लीकेशन का दूसरा भाग रिजर्वायर से होता है संग्रहीत पोटेंशियल ऊर्जा को विद्युत रूप में परिवर्तित किया जाता है और विशेष लोड को उपलब्ध कराया जाता है ताकि यह पंप की गई हाइड्रो अवधारणा है